नमस्ते पिछले कुछ सत्रों में हमने सीवीपी पर चर्चा की है पिछले सत्र में हमने प्रासंगिक लागत बनाम डूब लागत पर भी चर्चा की है हमने कुछ निर्णय लेने के परिदृश्यों के आधार पर मामले किए हैं हमें निर्णय लेने के आधार पर फिर से अगले मामले के लिए जाना चाहिए और हमें बीईपी की गणना करनी होगी लेकिन यह मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं इसलिए हमें स्कूल पिकनिक के लिए मूल्य निर्धारण का निर्णय लेना होगा कृपया इस मामले को स्वयं पढ़ें इसलिए ऋषि प्रशला में कुल 160 छात्र हैं और वे भीमशंकर के लिए पिकनिक पर जाने का प्रस्ताव कर रहे हैं अब भीमाशंकर महाराष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अभयारण्य है जहाँ आप वन्य जीवन देख सकते हैं तो कृपया इसे देखिए वहां एक आरक्षित वन है लागत विवरण भी उल्लिखित हैं अब लागत के आधार पर सवाल यह है कि आपको गणना करनी है यदि स्कूल प्रति छात्र 500 चार्ज करने का निर्णय लेता है तो छात्रों की संख्या के मामले में बीईपी क्या है और पीवी अनुपात क्या है दिलचस्प बात यह है कि आपके पास कई उत्तर हो सकते हैं आपके पास 4 कॉलम हो सकते हैं मेरा मतलब है कि 4 बिक्री दी गई हैं आपके पास बीईपी के लिए 4 उत्तर और पीवीआर के लिए 4 उत्तर हो सकते हैं ने कुछ छात्रों को रियायती शुल्क पर नगर निगम स्कूल से लेने का फैसला किया है ताकि केवल वृद्धिशील लागत को कवर करने के लिए उनसे पर्याप्त शुल्क लिया जाएगा अब रियायती शुल्क क्या होगा फिर से 4 संभावित उत्तर हैं और भाग सी में छात्रों की अनुमानित संख्या के अनुसार आपको 4 कॉलम बनाने की आवश्यकता है अब 500 चार्ज करने के बजाय स्कूल केवल लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त शुल्क कवर करना चाहता हैं इसलिए 1 2 3 4 कम शुल्क इसलिए इन तीन गणनाओं की आवश्यकता है कृपया एक बार फिर मामले को ध्यान से देखें और फिर हम समाधान पर चर्चा करेंगे लेने के लिए आप तैयार हैं लेकिन पिकनिक पर जाने के लिए पहले हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है कि इसमें क्या लागते शामिल है और हम किस कीमत पर चार्ज करने जा रहे हैं इसलिए हम महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना शुरू करते हैं और हम जानते हैं कि सीमांत लागत या सीवीपी में हम उनकी प्रकृति के अनुसार लागत को अलग करते हैं इसलिए यदि कोई निश्चित लागत परिवर्तनीय लागत और अर्ध परिवर्तनीय लागत हो तो कृपया उसे सूचीबद्ध करें तो क्या आप पहचान करने में सक्षम हैं मंदिर में दान की लागत 3000 है जो एक निश्चित लागत है उपहार निश्चित लागत है बस किराया एक और निश्चित लागत है क्या हम बस का किराया परमिट लेंगे बस किराया परमिट की लागत कितनी है मुझे लगता है कि यह आधारित है क्या कुछ छूट गया है प्रति बस 700 का विशेष परमिट शुल्क है इसलिए हम इसे एक निश्चित लागत के रूप में नहीं लेंगे यह एक अर्ध परिवर्तनीय लागत बन जाता है तो आइए सूची दें कि अर्ध परिवर्तनीय लागत क्या है शिक्षक भत्ते शिक्षक का भत्ता कितना है 2 शिक्षकों के लिए 200 प्रति शिक्षक तो प्रत्येक बस के लिए प्रत्येक बस में लागत 400 होगी बस के लिए प्रवेश शुल्क बस परमिट शुल्क फिर परिवर्तनीय लागते परिवर्तनीय लागत 108 है क्या आप इसेसमझ रहे हैं इसलिए हमने खाद्य वगैरह पर लागत की एक सूची बनाई है जो कि 20 60 80 और 20 है जो प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत 108 बनाती है और प्रति शिक्षक परिवर्तनीय लागत 128 है ठीक है अब यह 128 हालांकि हमारे लिए प्रति शिक्षक परिवर्तनीय लागत है परंतु हमारे लिए लागत इकाई छात्र है इसलिए प्रत्येक छात्र के लिए परिवर्तनीय लागत 108 है शिक्षक के लिए यह 128 है लेकिन शिक्षक की परिवर्तनीय लागत को अर्ध परिवर्तनीय लागत के रूप में माना जाना चाहिए और एक बस में दो शिक्षक हैं तो प्रति बस लागत एक लागत गणना है जिसे हमने बनाया है जिसमें दो शिक्षकों के लिए शिक्षक भत्ते प्रवेश शुल्क भोजन और अन्य परिवर्तनीय लागत शामिल हैं यह 258 256 है 4700 एक बस का किराया है इसलिए यह प्रति बस 5756 हो जाता है निश्चित लागत 12000 है बस किराया परमिट हालांकि मैंने शामिल किया है निश्चित लागत में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अर्ध परिवर्तनीय लागत में शामिल किया जाएगा जो प्रति बस बदलता है प्रति छात्र नहीं तो क्या आप इसे समझ रहे हैं अब हमें तीन प्रकार की लागतें मिल रही हैं एक जो कि पूरी तरह से छात्रों के साथ बदल रही है वह परिवर्तनीय है एक जो बस के साथ बदल रही हैं वहां एसवीसी अर्ध परिवर्तनीय और तीसरी जो बिल्कुल नहीं बदल रही है वे निश्चित लागते हैं अब आइए हम वास्तव में बीईपी और अन्य चीजों की गणना करने के लिए कहें लेकिन सी भाग में उन्होंने हमें छात्रों की संख्या के अनुसार विभिन्न लागतों की गणना करने के लिए भी कहा है इसलिए इन्हें अलग अलग बनाना बेहतर होगा इसलिए कृपया अपनी नोट बुक खोलिए 80 120 150 और 160 छात्रों के लिए कॉलम बनाइए ठीक है तो 80 छात्रों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी इसमें 2 बसें होंगी उसी प्रकार से प्रत्येक श्रेणी के लिए होंगी हम छात्रों की संख्या के अनुसार बसों की संख्या 2 3 3 और 4 के लिए चलते हैं अब 80 छात्रों के लिए परिवर्तनीय लागत कितनी होगी अब प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक परिवर्तनीय लागत लिखना इस बात का कोई मतलब नहीं है हम लोग अनिवार्य रूप से 80 छात्रों के लिए कुल परिवर्तन ही लागत की गणना कर रहे हैं और हम जानते हैं कि परिवर्तनीय लागत प्रति इकाई 108 है तो 80 गुना 108 छात्रों के लिए परिवर्तनीय लागत होगी इसलिए यह 1680 आती है अब अर्ध परिवर्तनीय लागत कितनी होगी यह बसों की संख्या पर निर्भर करता है 2 बसें हैं और एक बस की लागत 5756 है तो 80 छात्रों के लिए कुल एसवीसी 11512 आती है जो 2 बसों के लिए है और कुल निश्चित लागत 12000 है जो वैसे भी तय है तो 80 छात्रों के लिए कुल लागत 35152 है क्या आप समझ रहे हैं और औसत लागत क्या है यदि हम इसे 80 से विभाजित करते हैं तो हम इसे 401 के रूप में लगभग 400 रुपये प्रति छात्र के रूप में प्राप्त करते हैं अगर 80 छात्र हैं तो अबप्रश्न के C भाग में हमें 80 120 150 और 160 के लिए गणना करने के लिए कहा गया है इसलिए हम इन चारों के लिए गणना करने का प्रयास करेंगे वास्तव में केवल अपने लिए हम 50 के हिसाब से भी गणना कर सकते हैं अब उसी प्रकार की गणना कृपया 120 छात्रों के लिए बनाएं अब परिवर्तनीय लागत क्या है 12960 ठीक 108गुना 120 फिर अर्ध परिवर्तनीय लागत कितनी है अब यह 3 बसों के लिए है तो यह 17268 आती है निश्चित लागत अपरिवर्तित है इसलिए यह 12000 है कुल लागत 42228 है और अब औसत लागत आपदेख सकते हैं कि औसत लागत में गिरावट आई है यह 3519 है इसलिए लगभग 50 रुपये की कमी हुई है क्योंकि छात्रों की संख्या बढ़ गई है अब देखते हैं कि यदि छात्रों की संख्या 150 हो जाती है तो क्या होता है तो अब परिवर्तनीय लागत कितनी है यह 108 गुना 150 की दर से 16200 है अर्ध परिवर्तनीय लागत भी अब यही होगी क्योंकि अब इसकी तीन बसें हैं निश्चित लागत हमेशा 1200 पर स्थिर है कुल लागत अब 45468 होगी और औसत लागत 303 हो जाती है क्योंकि इसे पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है अब आप अधिक छात्र ले रहे हैं इसलिए कुल लागत कम हो रही है अब यदि आप 160 छात्रों के लिए जाते हैं तो क्या कुल लागत में और कमी आएगी आप देख सकते हैं कि कुल लागत 80 से 120 से 150 तक गिर रही है क्या 160 के लिए यह और गिर जाएगी यह नहीं हो सकता क्योंकि पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं हमेशा सच नहीं होती हैं आप बस इसकी गणना कर सकते हैं और फिर हम चर्चा करेंगे तो परिवर्तनीय लागत अब 17280 है एसवीसी ऊपर जाएगा क्योंकि अब 4 बसें हैं निश्चित लागत स्थिर है कुल लागत अब 52304 है और आप देख सकते हैं कि औसत लागत थोड़ी बढ़ गई है यह ऊपर क्यों गया है क्योंकि एसवीसी ऊपर चला गया था यदि आपको याद है कि अर्ध परिवर्तनीय लागत चरणबद्ध स्वभाव की होती है तो हमारे पास 1 बस 2 बसें 3 बसें 4 बसें हो सकती हैं क्योंकि अब अंतिम 10 छात्रों के लिए आपको एक और बस लेनी होगी इसी वजह से आपकी औसत लागत बढ़ गई है आम तौर पर यह सच है कि औसत लागत में गिरावट आएगी क्योंकि प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत वही 108 है स्थिर लागत 12000 पर स्थिर है और अधिक से अधिक छात्रों में वितरित हो जाती है हालाँकि अर्ध परिवर्तनीय लागत अद्वितीय है इसकी चरणबद्ध प्रकृति है इसलिए संचालन के स्तर को बढ़ाते हुए हमें अर्ध परिवर्तनीय लागत पर कड़ी नजर रखनी होगी क्या आप समझ रहे हैं ठीक है तो ये एक बुनियादी गणना थी अबयह देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है अब आपको बीईपी की गणना करने के लिए कहा गया था और यह बताया गया था कि आपके पास एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं अब बीईपी का सूत्र क्या है निश्चित लागत भागे क्योंकि इन मामलों में छात्रों की संख्या दी हुई है इसलिए हम निश्चित लागत भागे प्रति इकाई योगदान के लिए जाएंगे अब विक्रय मूल्य ज्ञात है जो कि 500 है इसलिए योगदान की गणना करें तो 500 माइनस 108 इसलिए 392 प्रति इकाई का बहुत अधिक योगदान सम विच्छेद बिंदु इसलिए हम प्रति एफसी भागे इकाई योगदान के लिए जाते हैं तो सम विच्छेद बिंदु कितना होगा क्या यह 12000 भागे 392 होगा इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपना दिमाग लगाना होगा और उसके बाद ही हमें जवाब मिलेगा क्या आप अपना दिमाग लगाने में समर्थ हैं क्योंकि निर्धारित लागत यहां तय नहीं रहने वाली है आम तौर पर हम जानते हैं कि निश्चित लागत को एक लागत के रूप में परिभाषित किया जाता है जो गतिविधि के स्तर के साथ नहीं बदलती है लेकिन इस मामले में क्या हो रहा है बस संबंधित लागत प्रकृति में अर्ध परिवर्तनीय हैं और हम उन्हें परिवर्तनीय लागत में शामिल नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें निर्धारित लागत में शामिल किया जाना है तो क्या होता है यदि आपके पास 2 बसें हैं तो निर्धारित लागत 23512 हो जाती है यह 12000 है और साथ में 2 बसों की लागत जो 5756 गुना 2 है क्या आप समझ रहे हैं इसलिए 80 छात्रों के लिए निश्चित लागत 23512 है परंतु जब छात्रों की संख्या छूती है वास्तव में जब छात्रों की संख्या 50 को पार कर जाती है तो आप दुख महसूस करते हैं जब छात्रों की संख्या 100 को पार कर जाती है तो आपको 3 बसों के लिए जाना होगा निर्धारित लागत 29268 हो जाती है और जब आप 4 बसों के लिए जाते हैं तो निर्धारित लागत 35024 हो जाती है योगदान 392 पर अपरिवर्तित होता है इसलिए आपको कई सम विच्छेद बिंदु मिलते हैं आप समझ रहे हैं अब सम विच्छेद बिंदु 59 74 89 हैं यही कारण है कि 3 सम विच्छेद होने की संभावना थी क्या आप सिर्फ 50 छात्रों के साथ एक और सम विच्छेद पा सकते हैं मुझे लगता है कि हमें 50 छात्रों के साथ क्या होता है इसके लिए गणना करने की आवश्यकता होगी यदि आप केवल 50 छात्रों को लेते हैं अर्थात केवल 1 बस तो एसवीसी 5756 है कुल लागत 23000 होती है इसलिए औसत लागत 463 है हालांकि यह समस्या में नहीं पूछा गया था हमने यह अतिरिक्त गणना की है क्योंकि इनके लिए आपको बीईपी की गणना करने की आवश्यकता होगी तो आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ एक बस है तो निर्धारित लागत 17756 है और बीईपी 45 है इसलिए प्रश्न के पहले भाग में यह पूछा गया था कि बीईपी की गणना करें और आपके पास चार वैकल्पिक उत्तर हो सकते हैं मुझे उम्मीद है कि अब आपको जवाब मिल गए होंगे तो संभावित उत्तर 45 63 क्षमा करें 45 59 74 और 89क्या आप समझ रहे हैं अब अब तक पहले की समस्याओं में हमें कई बीईपी के साथ सामना कभी नहीं करना पड़ा था लेकिन यहां आपको महसूस होगा कि अर्ध परिवर्तनीय लागत के अस्तित्व के कारण आप एक ऐसे परिदृश्य पर पहुंच सकते हैं जहां आपके पास 1 से अधिक बीईपी हो सकते हैं यदि लागत संरचना एक सीधी रेखा है अर्थात आपको एक ही निर्धारित लागत मिली है और केवल एक पीवी अनुपात या प्रति इकाई केवल एक योगदान है तो वहां केवल एक बीईपी होगा लेकिन अगर लागत संरचना एक वक्र है या यदि यह एक चरणबद्ध प्रकृति की है तो आपके पास अधिक बीईपी हो सकते हैं यही कारण है कि प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देते समय आपको बीईपी के चार उत्तरों के साथ आना होगा अब 4 पीवी अनुपात क्या हैं क्या आप गणना कर सकते हैं आप सब जानते हैं कि पीवी अनुपातका सूत्र योगदान भागे बिक्री मूल्य है तो पीवीआर कितना है क्या आप प्रत्येक परिदृश्य के लिए पीवी अनुपात की गणना करने में सक्षम हैं पहले मामले में यह 07840 हो जाता है अर्थात 5392 भागे 500 हो जाता है 2 3 4 बसों के लिए क्या होगा अन्य पीवीआर क्या होंगे क्या वे बदलेंगे वास्तव में नहीं क्योंकि पीवीआर का निश्चित लागत या अर्ध परिवर्तनीय लागत से कोई लेना देना नहीं है यह विशुद्ध रूप से योगदान और बिक्री के बीच का संबंध है यही कारण है कि मैं बार बार पूछ रहा था कि अन्य पीवीआर क्या हो सकते हैं उन्हें यहां बस आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है और अच्छी तरह से समझ लीजिए कभी कभी छात्र इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे दो तीन चार पीवीआर निकाल लेते हैं हैं क्योंकि यह समस्या में पूछा गया है वास्तव में दूसरे भाग के लिए उत्तर है कि यह पीवीआर केवल 1 है क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 पीवीआर हो सकता है जो 07480 है क्या आप मुझे समझ रहे हैं अब हम भाग b पर चलते हैं अब बी भाग में यह पूछा गया है कि स्कूल कुछ नगरपालिका स्कूल के छात्रों की मदद करना चाहता है और उन्हें रियायती शुल्क पर हमारे सामान्य छात्रों के साथ लिया जाएगा क्योंकि वे 500 रुपये खर्च करने में सक्षम नहीं होंगे हम उनसे केवल वृद्धिशील लागतों को कवर करने के लिए पर्याप्त शुल्क लेना चाहते हैं हम उनसे कोई लाभ नहीं लेना चाहते हैं साथ ही हम उन्हें सब्सिडी भी नहीं देना चाहते हैं इसलिए जो भी उनकी लागत होगी वह वसूल की जाएगी तो इन छात्रों से परिदृश्य 1 2 3 4 में रियायती शुल्क क्या होगा वास्तव में रियायती शुल्क सिर्फ 108 होगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति छात्र परिवर्तनीय लागत 108 है हम उनसे केवल उतना ही कवर करना चाहते हैं जितना कि उनकी परिवर्तनीय लागत जो कि 108 है उसे कवर करने के लिए पर्याप्त भर है चाहे हमें 1 बस 2 बस 3 बस 4 बस मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम उनसे बस का किराया कवर नहीं करना चाहते हैं केवल अंतर यह होगा कि जो भी हमारी खाली सीटें हैं जो भी हमारी खाली सीटें हैं हम उतने छात्रों को ले सकते हैं वह संख्या भिन्न हो सकती हैं लेकिन शुल्क नहीं बदलेगा इसलिए फिर से चार उत्तर बस आपको छल करने के लिए पूछे गए हैं रियायती शुल्क का केवल एक ही उत्तर है जो 108 है क्या आप मुझे समझ रहे हैं अब C भाग अब शायद छात्रों की कुछ शिकायतें हो सकती है कि वे 500 रुपये का भुगतान नहीं करना चाहते हैं इसलिए स्कूल ने अब छात्रों से कोई लाभ लेने के बिना लागत पर शुल्क लेने का फैसला किया है वे सिर्फ लागत पर शुल्क लेंगे तो इन चार परिदृश्यों में निम्न शुल्क क्या होगा तो उत्तर क्या है मुझे लगता है कि हमने पहले ही औसत लागत की गणना कर ली है अब कोई लाभ नहीं होगा 4 संभावित परिदृश्यो को देखते हुए 4 संभावित शुल्क होंगे तो 80 छात्रों के लिए 401 120 छात्रों के लिए 351 फिर 303 और 326 है समझे तो हमने इस मामले में क्या सीखा है दो तीन अतिरिक्त चीजें हैं जो आप पहले से ही जानते थे कि सम विच्छेद बिंदु की गणना कैसे की जाती है लेकिन इस मामले में हमने देखा है कि विशेष रूप से लागत संरचना रैखिक न होने पर भी कई सम विच्छेद बिंदु हो सकते हैं यदि आपको याद हो मेरे पहले सत्र में मैंने आपको बताया था कि कुछ मान्यताओं को उदार बनाया जा सकता है आप धारणा को माफ कर सकते हैं इसलिए हमने लागत संरचना रैखिक होनी चाहिए इस अवधारणा को माफ कर दिया है और हमने अर्ध परिवर्तनीय लागत की अनुमति दी है यही कारण है कि आपको कई बीईपी मिले हैं लेकिन कोई पीवी अनुपात नहीं है जब तक बिक्री मूल्य और परिवर्तनीय लागत नहीं बदलते हैं तब तक केवल एक पीवीआर होगा रियायती शुल्क यदि आपको याद हो हमने अपने पहले के मामलों में सरकारी अनुबंधों के लिए विशेष मूल्य निर्धारण के बारे में चर्चा की है यह उन्हीं के समान है यह भी नगरपालिका स्कूल के छात्रों के लिए एक विशेष मूल्य निर्धारण है ताकि हम उनसे कम शुल्क ले सकें और अपने छात्रों के बिना किसी नुकसान के हम उन्हें केवल 108 पर ले जा सके और C हिस्सा सरल था हमें सिर्फ औसत लागत की गणना करनी थी और आप देख सकते हैं कि औसत लागत सामान्य रूप से कम हो जाती है लेकिन कुछ मामलों में यह ऊपर भी जा सकती है जैसे कि यह 160 छात्रों के लिए हुआ है जब आप 150 छात्रों के साथ तुलनाकरते हैं क्या समझ रहे हैं ठीक है तो इसके साथ ही हम इस मामले को रोक देंगे नमस्ते धन्यवाद